गुड मॉर्निंग 3D मेजरमेंट्स के लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है अब हम आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मशीनिंग साइंस लैबोरेट्री में ले जाएंगे और हम देखेंगे कि को ऑर्डिनेट मेजरमेंट मशीन क्या है तो हमारे मशीनिंग साइंस लैब में यह कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है स्पेक्ट्रा कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है और यह एक ऊर्ध्वाधर पट्टी है यह एक ब्रिज टाइप कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है हमारे पास 18 वायवीय बीयरिंग हैं तो एक बियरिंग इस तरफ है ठीक है एक इस कॉलम पर 11 इस कॉलम में तो यहाँ से बेलोव को हटाया जा सकता है जब हम बेलोव को हटाते हैं तो हम देख सकते हैं कि अंदर एक बीयरिंग है तो इस तरफ 11 बीयरिंग इस तरफ हैं 1 इस तरफ और इस तरफ 6 हैं 11 प्लस 1 प्लस 6 इसलिए कुल 18 वायवीय बीयरिंग है जो कॉलम और विभिन्न अन्य ऑब्जेक्ट को गति करने में करने में मदद करता है इसलिए बेलोव हमारी मदद करता है यह बेलोव हमें इसे धूल से बचाने के लिए मदद करता है तो यह यहां आसानी से स्थानांतरित कर सकता है आप जानते हैं कि यह यहां स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित हो सकता है तो हवा के झोंके के कारण यह कंप्रेस हो सकता है और स्प्रिंग गति उत्पन्न करता है और वह एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है तो इस तरफ छह बियरिंग हैं तो एक तरफ से दूसरी तरफ गति संभव है पूर्ण शुष्क हवा के कारण माइक्रोफिल्म बहती है तो यह नियंत्रक है जो कंप्रेसर को चालू और बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है ठीक है तो यह नियंत्रक नोब है तो हमारे पास रैनीसा सर्वर पावर एम्पलीफायर है तो रैनीसा वह कंपनी है जिसने इसे बनाया है तो यह ट्यूब पाइप है जिसमें से कंप्रेस्ड हवा कंप्रेसर से आ रही है तो यह कैसर कंप्रेसर है यह एक रेफ्रिजरेशन टाइप एयर कंप्रेसर है यह 100 प्रतिशत नमी रहित है इसका मतलब है कि मशीन को नुकसान नहीं पहुंचेगा इसलिए हमारे यहां उपयोग करने वाले कंप्रेसर को नमी रहित होना होगा आप जानते हैं कि हम मशीन को धूल और अन्य प्रकार की अशुद्धियों से बचाने के लिए इस बेलोव का उपयोग कर रहे हैं तो ये धूल के कण ये चलते घटकों के बीच में आ जाते हैं और एक क्रूर तरीके के रूप में कार्य करते हैं यह लंबे समय में मशीन को खराब कर सकता है तो इससे बचने के लिए और मशीन को जंग से बचाने के लिए इस प्रकार की रेफ्रिजरेशन एयर कंप्रेशर और नमी से मुक्त एयर कंप्रेशर का उपयोग किया जाता है यह नियंत्रण वाल्व है तो कंप्रेसर के सामने का दृश्य इस तरह दिखता है यह कैसर एयर कंप्रेसर है तो यह हमारी कोऑर्डिनेट मापने की मशीन है जैसा कि मैंने कहा कि इसका उपयोग 3D ऑब्जेक्ट्स के पैरामीटर को मापने के लिए किया जाता है ऑब्जेक्ट्स शायद जटिल ज्योमेट्री या शायद कुछ नमूना हो सकता है तो हम इस सीएमएम की मदद से माप सकते हैं तो यह 3 एक्सिस अक्ष है ठीक है तो x y और z यह एक 3D ऑब्जेक्ट है जिसको इस कोऑर्डिनेट मापने वाली मशीन का उपयोग करके मांपेंगे हम इस पदार्थ की विशेषताओं को मापने की कोशिश करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि कितने सारे वृत्त हैं तो उनका केंद्रीय वृत्त यहाँ है और फिर हमारे पास इस केंद्र सिलेंडर के आसपास 6 सिलेंडर हैं मैं सिर्फ इस पूर्ण सिलेंडर को मापूंगा फिर मैं यह 6 1 2 3 4 5 और 6 को मैं मापता हूं इन छह सर्कल सिलेंडरों का पता लगाने का प्रयास करें तो हमारे पास दूसरी दिशा में एक शंकु भी है हमारे पास यह शंकु है हमारे पास इस प्लेन पर एक कोण है यह प्लेन और यह प्लेन 90 डिग्री पर है तो मुझे पहले इस अक्ष के बारे में बात करने दीजिए यह वे तीन अक्ष हैं जब मैं स्विच करता हूं तो आप देख सकते हैं कि संकेतक चालू है तो यह हमारी y अक्ष है जब मैं इस दिशा को आगे बढ़ा रहा हूं तो यह आपका y अक्ष है यह हमारा z अक्ष है यह LVDT है हमारे पास तीन LVDT हैं प्रत्येक अक्ष में एक LVDT है ये LVDT z अक्ष के लिए है तो वे ऊपर स्तंभ के अंदर हमारे पास y अक्ष के लिए है और साथ ही हमारे पास x अक्ष के लिए भी है यह प्रोब है हम इसे 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं यह 180 डिग्री है इसे घुमा सकते हैं और इसे 90 डिग्री 0 से 90 तक घुमाया जा सकता है इसलिए हम इसे 90 डिग्री पर यहाँ अनुक्रमित कर सकते हैं तो बिंदु को 180 पर अनुक्रमित करें इसलिए यह स्टाइलस में सामने की स्थिति है तो यह स्टाइलस है यदि आप इस स्टाइलस की नोक देखते हैं तो यह नीलम गेंद है यह नीलम सामग्री का है तो व्यास 2 मिमी है इस रोटेशन को ए कहा जाता है और इस रोटेशन को बी कहा जाता है तो ए 90 डिग्री तक घूम सकता है बी 180 तक डिग्री घूम सकता है इस दिशा में 90 डिग्री B को 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है यहां हम सॉफ्टवेयर की मदद से यह समझाने की कोशिश करेंगे इस सॉफ्टवेयर का नाम Tangram सॉफ्टवेयर है तो यहाँ कैसे शुरू करें आप पहले UCC सर्वर पर क्लिक करें UCC जैसा कि मैंने कहा कि UCC यूनिवर्सल CMM कंट्रोलर है तो हमारे पास वेनेसा UCC कंट्रोलर है जो कोऑर्डिनेट मापने वाली मशीन होस्ट कंप्यूटर के माध्यम से एक कोऑर्डिनेट मापने वाली मशीन के हार्डवेयर को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है तो यह होस्ट कंप्यूटर है हमारे पास हार्डवेयर मशीन है तो हेड प्रोब जांच हेड कंट्रोलर लिमिट स्विच इमरजेंसी स्टॉप एनालॉग सिग्नल टू सर्वर एम्पलीफायर्स जॉयस्टिक यूनिट है ये सभी चीजें कोऑर्डिनेट मापने वाली मशीन के घटक हैं UCC का उद्देश्य फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर से CMM के नियंत्रण की अनुमति देना है तो यह कंट्रोलर CMM जांच प्रणाली को आवश्यक कंट्रोल प्रदान करता है उदाहरण के लिए दिए गए मापदंडों के लिए लक्ष्य की स्थिति के लिए Refer Slide Time 710 तो उनका निश्चित उद्देश्य यह यूसीसी नियंत्रक पूरा करता है उदाहरण के लिए डेटा ट्रांसफर और नियंत्रण नियंत्रक के साथ संचार फिर सीएमएम की मापन सटीकता बढ़ाने जैसे विशेष नियंत्रण सुविधाएँ भी हैं फिर मापन कोऑर्डिनेट प्रणाली हम विभिन्न कोऑर्डिनेट प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं डिजिटाइज़िंग और स्कैनिंग क्षमताएं भी हैं फिर इस नियंत्रक का उपयोग करके यहां डेटा फ़िल्टरिंग भी हो सकता है केवल इसलिए कि हम उत्पादन कर सकते हैं हम IGS फॉर्मेट format प्रारूप में फ़ाइल बना सकते हैं तो IGS फॉर्मेट क्या है हम IGS का उत्पादन कर सकते हैं IGS फॉर्मेट बहुत सारे कोड का उत्पादन करेगा बहुत सारे कोड का उत्पादन किया जा सकता है जिन लोगों के पास कोड की कुछ जानकारी है वे भी उस फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं जब हम कोई आकृति का उत्पादन करेंगे एक बात यह है कि बस एक ज्यामितीय आकृति है दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट में डेटा हो सकता है हमारे पास आईजीएस फॉर्मेट में डेटा हो सकता है तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस एक गहराई में भी सीखने की कोशिश कर सकते हैं तो इन चीजों का अन्य घटक के साथ इन्टर्फैस संभव है इस UCC नियंत्रक के माध्यम से इसलिए अगले मैं ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को मापने के लिए प्लेटफ़ॉर्म उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूं तो हम यहाँ मशीन पर क्लिक करते हैं ठीक है हम यहाँ राइट क्लिक करें और सेट पर क्लिक करें इसलिए जब हम यहां सेट पर क्लिक करते हैं तो मशीन होम पोजीशन में जा रही है यह संदर्भ उपकरण है जब हम क्लिक किए तो मशीन होम पोजीशन में जा रहा है इसलिए मैं मशीन पर के पास आता हूं आप मशीन देख सकते हैं मशीन अपने आप होम पोजीशन पर चला जा रहा है तो होम पोजीशन बहु प्रयोजनों के लिए किया जाता है एक बात यह सुनिश्चित की जाती है कि प्रत्येक और प्रत्येक घटक ठीक से काम कर रहे हैं दूसरी बात यह है कि मशीन अब इसे वांछित स्थिति में ले जाने के लिए स्वतंत्र है जब भी ऑपरेटर इसे लेना चाहेगा यह सबसे पहले z होम पोजिशन पर जाएगा और यह y होम पोजीशन में चला गया और यह x होम पोजीशन में चला गया मैं इसे फिर से दोहरा सकता हूं y और x होम पोजीशन एक साथ जा रहा है इसलिए यह अब होम पोजीशन में चला गया अब मैं यहां कह सकता हूं की अब मशीन होम पहुंच गया है हमारे पास अन्य घटक हैं और हमारे पास यह ग्रेनाइट सरफेस प्लेट या सरफेस टेबल है यह 0 ग्रेड की सरफेस प्लेट है जैसा कि मैंने कहा कि सटीकता काफी अधिक है और थर्मल प्रसार 0 है यह मशीन का नाप 500 है यह x दूरी 500 है 5 6 4 यह दूरी यहाँ से 600 है और ऊँचाई 400 है इसलिए इसे 5 6 4 के रूप में जाना जाता है तो यह स्पेक्ट्रा 5 6 4 है तो अगला घटक जॉयस्टिक है इसलिए जब हम इस जॉयस्टिक को घड़ी की दिशा में clockwise क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो यह z दिशा में नीचे की ओर ले जाता है जब मैं इसे घड़ी की ऑपोजिट दिशा में anticlockwise एंटीक्लॉकवाइज घुमाता हूं तो यह z दिशा में ऊपर की ओर ले जाता है तो यह left x अक्ष गति है और इसी तरह से यह right x अक्ष गति है फिर से y अक्ष पीछे की ओर फिर आगे की ओर तो यह जॉयस्टिक को चलाना सिंपल है और फिर कंट्रोल भी सिंपल है y और x अक्ष में संचलन समान है तो केवल एक चीज यह है कि इस एंटीक्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का घूमना इसे z अक्ष बनाता है जिससे यह तेजी से आगे के लिए होता है तो यह जॉयस्टिक है x y और z है तो यह संवेदनशील मोड पर है यदि आवश्यक हो तो संवेदनशील मोड प्राप्त करें इसलिए हम इस पर काम करेंगे टेंगराम यहां का सॉफ्टवेयर है हमारे पास इंडिकेटर indicator संकेतक है यहां इंडिकेटर झपकेगा और जब यह स्पर्श करेगा तो बीप की आवाज भी आएगी इसलिए हम वास्तव में रिकॉर्ड किए गए वीडियो पर आवाज डालने की कोशिश कर रहे हैं वास्तविक प्रयोगशाला की स्थिति काफी शोर युक्त है जब हम माप शुरू करेंगे तो हम आपको वास्तविक प्रयोगशाला की स्थितियों को दिखाने का भी प्रयास करेंगे वहां आवाज़ और शोर होगा अब हम न्यू प्रोजेक्ट खोलते हैं फिर स्क्रीन खुलती है इसलिए पहले हम संदर्भ प्रणाली लेते हैं फिर हम टॉप प्लेन पर तीन बिंदुओं को लेते हैं और तीन बिंदु दूसरे तल पर एक सिलैंडरिकल क्षेत्र पर लिए जाते हैं फिर हम प्लेन का चयन करते हैं और जॉयस्टिक को हिलाते हैं तो यह हमारा वर्कपीस है जिसे हम मापने जा रहे हैं तो हम इस प्लेन से तीन बिंदु लेंगे तो यह हमारा सिलेंडर है यह प्लेन क्या है यह z y प्लेन है यह z x प्लेन है यह शीर्ष प्लेन क्या है यह x y प्लेन है तो यह हमने प्लेन का चयन किया है पहला प्लेन यह एक प्लेन को परिभाषित करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा इसलिए हम जॉयस्टिक का उपयोग करते हुए बिंदु रिकॉर्ड करेंगे हम प्रोब को वर्कपीस के करीब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जब वर्कपीस प्रोब के टिप को टच करेगा जो नीलम पदार्थ का बना हुआ है तो हम इसे फिर से कर रहे हैं इस तरह यहां से हम प्लेन चुनते हैं इसलिए हमारे पास सभी घटकों को स्थानांतरित करने से पहले बिंदु रेखा प्लेन सर्कल आर्क 8 point सिलेंडर 8 point शंकु गोला इस गोला क्षेत्र के लिए हमें कई बिंदुओं की आवश्यकता है वर्ग स्लॉट्स दीर्घवृत्त वक्र सरफेस टोरस हैं आप जानते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट वस्तुएँ हैं और यह सिर्फ सामान्य है या इस की संरचनाएं स्वतंत्र रूप की प्लेन हैं जब हम स्वतंत्र रूपों की कल्पना करते हैं फिर हमारे पास दूरी कोण और बिंदु हैं जो कन्स्ट्रकशन को मापने के लिए चाहिए जैसे कि सरफेस को नापना लाइन को नापना ठीक है तो यह साधारण नापना है फिर हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं इसलिए हम इसे केवल 1 2 और 3 वहीं पर छू रहे हैं अब हमारे सॉफ्टवेयर में तीन बिंदु दर्ज किए गए हैं तो यह इस प्लेन को दिखाया गया है यहाँ इस प्लेन को अब परिभाषित किया गया है हम प्लेन को भी नाम दे सकते हैं हम इसे x y प्लेन का नाम दे सकते हैं हम इसे जो भी नाम देना चाहें इस प्लेन का नाम दे सकते हैं लेकिन इसने इसे केवल एक प्लेन के रूप में चिह्नित किया है क्योंकि हमने उस नाम को नहीं बदला था जिसका डिफ़ॉल्ट नाम प्लेन 1 था अब हम प्लेन का चयन करेंगे फिर प्लेन 2 का चयन करें अब मैं yz प्लेन का चयन कर रहा हूँ 1 2 और 3 आप देख सकते हैं कि लाइट ब्लिंकिंग कर रही है मतलब प्रोब प्लेन को टच कर रहा है और दूसरा प्लेन जो कि लंबवत है अब मैं सिलेंडर को मापूंगा प्लेन के लिए 3 पॉइंट्स के जरूरत थी और सिलेंडर के लिए 8 पॉइंट की जरूरत है 8 पॉइंट्स मतलब 4 पॉइंट्स एक प्लेन में और 4 पॉइंट दूसरे प्लेन में 1 प्लेन के लिए 4 पॉइंट है मतलब 4 पॉइंट सिलेंडर के स्थान का पता देंगे जो एक वृत्त को चिन्हित करेगा और अन्य 4 पॉइंट उसकी गहराई को बताएंगे और दूसरा वृत्त का निर्माण करेंगे ये दो वृत्त हमें एक सिलेंडर उत्पन्न करने में मदद करेंगे शंकु भी इसी तरह उत्पन्न हो सकते हैं अब यह 1 2 3 और 4 है इसी तरह थोड़ी गहराई में 1 2 3 और 4 है तो यह सिलेंडर प्रोफाइल जनरेट होता है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं तो हमारे पास प्लेन 1 प्लेन 2 और सिलेंडर है अब हम रेफरेंस सिस्टम का उपयोग करेंगे बाकी वर्कपीस के लिए हमारा रेफरेंस सिस्टम सेट कैसा होना चाहिए इसलिए मैं इस सिलेंडर के केंद्र को मूल के रूप में रख सकता हूं उसके लिए मुझे क्या करना है मैं रेफरेंस सिस्टम का चयन करता हूं प्राथमिक अक्ष का चयन करता हूं यहां प्राथमिक अक्ष है अब मैं प्राथमिक अक्ष के बाद प्लेन 1 का चयन करूँगा माइनस z दिशा प्लेन 1 प्लेन 2 और सिलेंडर अब सिलेंडर का केंद्र मेरा मूल बिंदु है जिसे आप यहां देख सकते हैं इसलिए यह मेरा रेफरेंस है दो प्लेन और एक सिलेंडर और केंद्र रिफरेंस सिस्टम का चयन करने के लिए बनाया है इसलिए हमें यहां मूल बिंदु मिला है जो केंद्र बिंदु है तो अगला है कि सभी मापदंडों को कैसे मापें हम इन छह सर्किलों का चयन कर सकते हैं तो सर्कल को मापने के लिए हम यहां से सर्कल का चयन करेंगे फिर मेजरमेंट पैरामीटर इसलिए हम 2 मिमी से उत्पन्न रीडिंग की कोशिश कर रहे हैं तो एक सर्कल का पता लगाने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है तो हम 1 पर पीछे हटते हैं इसलिए यह 1 2 3 है अब यह सर्कल का स्थिति हो गया है क्योंकि हमारे पास पहले से ओरिजिन है इस बिंदु पर हमारे पास ओरिजिन है इस सर्कल का सेंटर यहां है दूसरा सर्कल दूसरा सर्कल बन चुका है ठीक है इसलिए मैं यहां एक सिलेंडर का उत्पादन नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ एक सर्कल का उत्पादन कर रहा हूं हम 8 बिंदु लेकर ही उत्पादन कर सकते हैं कुछ इसी अंदाज में जैसा कि हमने इस केंद्रीय सिलेंडर के लिए पिछले सिलेंडर के लिए किया था अब दूसरा सर्कल है तो मैं आपको प्रयोगशाला की स्थितियों को दिखाने की कोशिश करता हूं कि प्रयोगशाला में आवाज कितना है मैं आवाज को स्विच ऑन करूंगा यहां आप 1 2 3 4 देख सकते हैं हमने वहां 4 पॉइंट चिह्नित किए हैं हम न्यूनतम 4 बिंदु चिह्नित करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रयोगशाला में बहुत अधिक शोर है ठीक है यही कारण है कि हम प्रयोगशाला में अलग से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि आप अभी देख सकते हैं कि इंडिकेटर ब्लिंकिंग भी है और बीप भी 1 2 3 4 4 पॉइंट चिह्नित हैं हम सर्कल के लिए शुरू कर सकते हैं 4 पॉइंट चुनना बेहतर है तो इसी तरह हम इन सर्कल को बनाने की कोशिश कर रहे थे 1 2 3 और 4 जब प्रोब सतह को छू रही है तो इस बिंदु को यहां चिह्नित किया जा रहा है तो यह 6 सर्कल लोकेट किया गया है अब फिर से प्लेन का चयन करें तो यह तिरछा प्लेन को मापेगा इसके अलावा हम 1 2 3 4 देखने की कोशिश करेंगे आप 3 से अधिक पॉइंट भी चिह्नित कर सकते हैं तो यह तिरछा प्लेन भी यहाँ स्थित है तो इन दो प्लेन के बीच का कोण क्या है यह तिरछा प्लेन और यह xy प्लेन तो हम निर्माण के लिए जा सकते हैं आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां माप है और हमारे पास यहां निर्माण है निर्माण में हम कोण पर क्लिक कर सकते हैं अब यह पूछेगा कि किन एनटीटीज के बीच आपको कोण चाहिए प्लेन 1 और प्लेन 3 इसलिए प्लेन 1 और प्लेन 3 के बीच का कोण 45 डिग्री है इसलिए यह एंगल है जो 45 डिग्री का एंगल दिखा रहा है तो कोण के जैसे ही हम सर्कल के दीवारों के बीच की दूरी को नाप सकते हैं इस सिलेंडर के बीच सिलेंडर 1 और सर्कल 1 इसलिए हम दूरी का चयन करेंगे हमने यहां सिलेंडर 1 और सर्कल 1 के बीच की दूरी का चयन किया है इसलिए हमने सिलेंडर 1 और सर्कल वन के बीच कोण को दूरी के स्थान पर चुना है इसलिए सिलेंडर 1 और सर्कल 1 के बीच की दूरी जो कि बनाया गया है 1198 है यह नॉमिनल और मिजर दिखा रहा है लेकिन यहाँ अलग प्लेन है यह xy प्लेन है यह yz प्लेन है तो अब एक घुमाया हुआ 90 डिग्री a 90 डिग्री b 180 मैं इसे फिर से दोहराता हूं यह a 90 b 180 है अगर मैंने यह बदलाव किया है तो मुझे यह बदलाव सॉफ्टवेयर में भी डालना होगा इसलिए मैं a 90 और b को 180 के रूप में रखूंगा इसलिए इस क्षण को मुझे करने दीजिए यदि आप देखते हैं कि यह a 90 b180 है तो आप a 90 देख सकते हैं हम yes क्लिक करते हैं क्योंकि अब हम yz प्लेन को मापने जा रहे हैं यही कारण है कि हमने इसे इस दिशा में मोड़ दिया है इस तरफ लॉकिंग स्क्रीन के द्वारा प्रोब लॉक कर रहे हैं अब हम इस yz प्लेन को फिर से प्रयोगशाला में मापेंगे तो हम यहां 8 बिंदुओं को मापेंगे 1 2 3 4 प्रयोगशाला की स्थितियों में 1 2 3 4 तो हम यहाँ सिलेंडर में स्थित हैं जो कि सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 से 90 डिग्री पर है यह सिलेंडर 2 है यह सिलेंडर 1 से 90 डिग्री पर है तो प्लेन से कितनी गहराई है तो हम फिर से प्लेन का चयन करते हैं अब यह yz प्लेन है यह 1 2 और किसी भी बिंदु पर आप इसे स्पर्श कर सकते हैं 3 यह yz प्लेन है इसलिए हम इस निर्माण में जाते हैं हम निर्माण में जाते हैं और प्लेन से दूरी देखने की कोशिश करते हैं चलो हम प्लेन का एंगल सिलेंडर 2 से देखते हैं हमने कुछ उच्च स्थिति में ले लिया है और हम यहां निर्माण के लिए जाएंगे तब हम कोण का चयन करेंगे 1 पर क्लिक करें और सिलेंडर 2 क्लिक करें अब हम ओके पर क्लिक करेंगे अब हम इस सिलेंडर और इस प्लेन के बीच कोण क्या है सिलेंडर और इस प्लेन के बीच का कोण क्या होना चाहिए क्या कोई कोना है नहीं कोण 0 है आइए देखें कि कोण क्या है कंप्यूटर रिपोर्ट क्या है तो यह कोण 0173304 दिखा रहा है जो कि 01 के काफी करीब है यह कोण 0 है इस निर्माण का उपयोग करके हम कोण की दूरी को माप सकते हैं फिर गहराई और चाप यह सभी चीजों को मापा जा सकता है अब हम इसे मापेंगे इस शंकु को यहाँ पर लगाओ फिर से हम इस शंकु को मापने के लिए स्थिति को बदल देंगे a को 0 स्थिति पर वापस जाना चाहिए a0 और b0 का चयन करेंगे तो हम OK पर क्लिक करते हैं तो a को फिर से 0 स्थिति में लाया जाता है और b को फिर से 0 स्थिति में लाया जाता है एंगल 0 0 है नट को यहां लॉक कर दो अब हम शंकु को मापेंगे तो यह यहाँ दिखाई दिया है अब पॉइंट चिह्नित करेगा हम शंकु 1 2 3 4 को मापेंगे फिर दूसरे प्लेन में दूसरे प्लेन में थोड़ी गहराई तो एक प्लेन में 4 बिंदु अन्य प्लेन में 4 बिंदु चिह्नित किए गए थे तो यह दो अलग अलग प्लेन में 4 प्लस 4 8 पॉइंट बिंदु उत्पन्न कर चुका है तो यह नापा हुआ और नॉमिनल डायमेंशन है तो हम देखते हैं कि यह संदर्भ प्लेन से शंकु की ऊंचाई भी दे रहा है तो यहाँ शंकु है तो यहां दिखाया गया है शंकु कोण 45 डिग्री है आप शंकु कोण देख सकते हैं यहां शंकु कोण 45 डिग्री है तो हम a90 और B0 के लिए जाते हैं a को 90 डिग्री में बदल दिया जाता है और b केवल 0 स्थान पर होता है तो आइए हम प्लेन को दूसरी तरफ मापते हैं इसे प्लेन 5 नाम दिया जाएगा तो यह yz प्लेन है yz प्लेन मतलब y ऐक्सिस और z एक्सिस है तो हम 3 बिंदुओं का चयन करेंगे हम yz प्लेन के वृत्त के पास इस yz प्लेन पर तीन बिंदु सिलेक्ट करेंगे अब हम इस समतल को माप रहे हैं 1 2 3 इसलिए हमने प्लेन सिलेक्ट कर लिया है हमने तीन बिंदु yz प्लेन के सर्कल के पास तीन बिंदुओं को सिलेक्ट कर लिया है तो एक कोण पर यह एक प्लेन है और एक कोण पर यह एक प्लेन है अब CMM की यह क्षमता है की हम सिंगल सेटअप का उपयोग करके सभी मापदंडों को अलग अलग दिशाओं में माप सकते हैं आप जानते हैं कि यह एक स्ट्रक्चर है या यह ज्ञात मापदंडों के साथ एक संरचित ज्यामिति है यह सिलेंडर शंकु है इन सभी चीजों को भी मुक्त रूप से मापा जा सकता है इसलिए हम डेटा फ़ाइलों को IGS प्रारूप में संग्रहीत कर सकते हैं तो यह सभी मापदंडों को निर्यात किया जा सकता है फिर हम इसे फ़ाइल में रख सकते हैं जो सभी चीजें हो सकती हैं इसलिए वे अब yz प्लेन पर दूसरी तरफ सर्कल को माप रहे हैं इसलिए हम डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में रख सकते हैं अब इस yz प्लेन को फिर से मापा जाता है अब हम y z प्लेन पर वृत्त को माप रहे हैं इसी तरह से दूसरी तरफ भी वृत्त है वास्तव में दूसरी तरफ भी सिलेंडर है ठीक है लेकिन हम सिर्फ सर्कल को माप रहे हैं 1 2 3 और 4 इसलिए हम देख सकते हैं कि यह बड़ा वृत्त इस प्लेन पर स्थित है ठीक है प्लेन पर 7 सर्कल है यह प्लेन 6 है यह सर्कल 7 है यह यहां स्थित है इसी तरह हम सभी लक्षण का पता लगा सकते हैं लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इसलिए हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि डेटा कैसे संग्रहीत किया जाता है तो IGS फॉर्मेट यहां है IGS फॉर्मेट डेटा IGS फॉर्मेट में संग्रहीत किया जा सकता है आप IGS 1 2 को निर्देशित कर सकते हैं तो क्या डेटा स्टोर करना होगा सभी भरपाई पॉइंट है फिर हम इसे IGS प्रारूप में निर्यात करते हैं तो यह डेस्कटॉप फ्रेम कर्व में स्थित है IGS प्रारूप वहां स्थित है इसलिए हम IGS प्रारूप पढ़ सकते हैं इसके अलावा डेटा एक्सेल में उत्पन्न किया जा सकता है और हमारे पास PDF फाइल भी हो सकती है अब हम PDF फाइल बना रहे हैं इसका नाम abcd देते हैं और सेव करते हैं PDF पहले से सेव किया गया है तो अब मैं PDF फाइल खोल रहा हूं तो यह एलिमेंट सूची है जिसका हमने इस प्लेन और x y z के डाइमेंशंस को नापा है और आपको पता है कि यह डेविएशन इस डिस्ट्रीब्यूशन जो सही में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन टोलरेंस भी यहां से प्राप्त की जा सकती है फिर हम पहले प्लेन 1 को नापा है और फिर प्लेन 2 के डायमेंशन को नापे हमारे पास सिलेंडर का x y z और व्यास है बेलनाकार करीब 0 है फिर उसके लिए सिग्मा मान है तो सर्कल के लिए भी वृत्ताकार 0 0 है तो x y और z निर्देशांक और वृत्त का व्यास 6 मिमी तो यह 6 के करीब दिखाई दे रहा है यह 12 मिमी व्यास है तो यह 12 मिमी 1199 यह 12 मिमी के काफी करीब है आप सर्कल 2 सर्कल3 सर्कल 4 सर्कल 5 ये सभी सर्कल के निर्देशांक हैं जो कि सर्कल हैं पहला सर्कल या सिलेंडर जिसके साथ हमारे पास सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 4 सर्कल 5 हैं और इनके डाइमेंशंस इसके बाद हमारे पास सर्कल 6 है प्लेन 3 है जो x y प्लेन था हम जिस एंगल को मापते हैं हमने पहला एंगल जो नापा था वह प्लेन 1 और प्लेन 3 के बीच का था एंगल 45 डिग्री था फिर हमने सर्कल और सिलेंडर के केंद्र के बीच की दूरी को नापी थी यह दूरी यहाँ दी गई है इसके बाद सिलेंडर 2 की विशेषताओं को नापी थी तो यह सभी विशेषताओं की यहां संग्रह की हुई है प्लेन 1 और सिलेंडर 2 के बीच की दूरी यदि आपको याद है कि यह दूरी 017 ठीक थी इसलिए यह दूरी यहां दिखाई गई है इसलिए इन सभी विशेषताओं को हमने मापा है यहां भी स्टोर किया गया है जहां डेटा संग्रहीत है न केवल यह डेटा निर्देशांक हम उनमें से समीकरण भी उत्पन्न कर सकते हैं इसके अलावा हम 3D लक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं ठीक है यह आकृति जैसा कि मैंने कहा यह बिंदु बादल है जिसे मैं पढ़ और लिख सकता हूं क्योंकि यह आकृति फॉर्म में है इसलिए मैं सिर्फ मैनुअल ऑपरेशन का उपयोग करता हूं मैं CNC ऑपरेशन भी कर सकता हूं CNC ऑपरेशन में क्या करते हैं हम वास्तव में क्या करते हैं हम सिर्फ जॉयस्टिक को दूर करते हैं हम जॉयस्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और सिर्फ कमांड का उपयोग करेंगे हम मशीन को बस कमांड करेंगे कि प्रत्येक 2 मिमी के लिए प्रत्येक 1 मिमी पर यह बिंदुओं का पता लगाएगा इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं इसे प्लेन के करीब लाया हूं तो nominal path ऑटो मेजर curve के प्रारंभिक बिंदु को मापता है तो हम यह स्वचालित मोड है तो स्टार्ट मोड लो केटेड किया गया है अब अधिकतम स्टेप 3 मिमी है एक सघन जाल या सघन बिंदुओं की क्लाउड का पता लगाने के लिए हम इस लंबाई को कम कर सकते हैं आइए हम इसे कुछ कम लंबाई 1 मिमी तक करते हैं यस पर क्लिक करें अब प्रत्येक 1 मिमी पर और हम प्रत्येक 1 मिमी मैं मेजर करेंगे पहले रिफरेंस बिंदु पर बिंदु का पता लगाना शुरू करते हैं हमने इस बिंदु से शुरू किया है हमने यहां जॉयस्टिक रखा है यह स्वयं द्वारा चल रहा है जिसे आप देख सकते हैं प्रत्येक 1 मिमी पर यह माप रहा है प्रत्येक 1 मिमी पर यह उनके बिंदुओं को रिकॉर्ड कर रहा है आप जानते हैं कि पॉइंट यहां जोड़े जा रहे हैं यह तब तक रिकॉर्डिंग करता रहेगा जब तक कि यह सीमा से अधिक न हो जाए जैसा कि आप जानते हैं कि x दिशा में 500 है यह लंबाई है जो 500 मिमी तक बढ़ सकती है इसलिए यह 500 लंबाई तक बढ़ सकता है जब तक कि यह वर्क पीस यहाँ समाप्त नहीं होता है तो आप जानते हैं कि अब यह दूसरी दिशा में 90 डिग्री पर चला गया है अब फिर से यहाँ बिंदुओं का पता लगाता है लोग प्रयोगशाला में बात कर रहे हैं तो यहां केवल 13 बिंदु दिखाया गया है यह अधिक से अधिक उत्पन्न हो सकता है मुझे लगता है कि 30 पॉइंट यह बना दिया है ये बिंदु प्रत्येक 1 मिमी की दूरी पर स्थित हैं आप देख सकते हैं कि पॉइंट उत्पन्न होते हैं तो इस तरह मशीन का ऑटो मेजर CNC mode काम करता है अब यह है कि हमने जो विशेषताओं उत्पन्न किए हैं यह स्ट्रक्चर्ड पॉइंट क्लाउड और ट्राइएंगुलर मेश है हम कह सकते हैं कि हम यहां है अगला चरण क्या है संरेखण ठीक है कुल मिलाकर इस 3D आकार को उत्पन्न करने के लिए इन आकृतियों का संरेखण किया जा सकता है इसलिए इसने कुछ ही दूरी पर वक्र उत्पन्न किया है इस सतह से कुछ दूरी पर एक स्थान पर वक्र उत्पन्न होने से पहले हमने वास्तव में होम पोजीशन को परिभाषित नहीं किया था तो हम फिर से ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो यह आया है हमने a0 और b0 नहीं बदला है आप जानते हैं कि a0 और b0 रखा जाना था तो तो हम a0 और b0 करते हैं और इसे फिर से मापें अब हम 2 मिमी के रूप में दूरी रखते हैं और इसे फिर से मापते हैं हमने जॉयस्टिक को यहां रखा है और यह अब माप रहा है कि अंतर 2 मिमी है तो अब मशीन CNC मोड में काम कर रही है तो यह है कि हमारे सॉफ्टवेयर और यह कोऑर्डिनेट मापने वाली मशीन कैसे काम करती है आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स यहां उत्पन्न हो रहे हैं 6 पॉइंट्स प्रत्येक 2 मिमी की दूरी पर उत्पन्न होते हैं और फिर से स्वचालित माप हम इस तरह से मापते रहते हैं तो यह है कि हम कोऑर्डिनेट मापने वाली मशीन का उपयोग कैसे करते हैं यह कोऑर्डिनेट मापने वाली मशीन का बहुत ही छोटा सा या बहुत बुनियादी उपयोग था जिसे हमने प्रयोगशाला में देखा था हम घुमाव अज्ञात घुमाव या असंरचित फीचर्स को भी माप सकते हैं समान प्रक्रिया का पालन करेंगे हम बस पॉइंट उत्पन्न करेंगे सीएनसी मोड का उपयोग करके हम उस बिंदु को उत्पन्न कर सकते हैं जिससे पॉइंट क्लाउड उत्पन्न हो सकता है तब हमारे पास उस का ट्राइऐंगल मेश हो सकता है अगर हमें कुछ विश्लेषण करने की आवश्यकता है ट्राइऐंगल मेश की आवश्यकता तब होती है जब हमें बिंदु बादल से बिंदुओं के आकार का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है फिर हम मेश साइज को ऑप्टिमाइज करते हैं हमें किस प्रकार का ट्रायंगल चाहिए फिर हमने उन्हें अंतिम आकार देने के लिए उन्हें संरेखित किया और अंत में डाटा को निर्माण के लिए या इंजीनियरों के लिए उत्पादन के लिए HTL फॉर्मेट में संग्रहीत किया जा सकता है तो इस मोड़ पर यह सब 3D माप में था तो हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद हम अगली बार फिर आपसे मिलेंगे